Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 60 Three Phase Induction Motors Contd बात यह है कि रोटर खुद को शार्ट सर्किट करताहै फिर यह स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ता है लेकिन यह कभी भी n n s प्राप्त नहीं करेगा तो टोक़ वास्तव में 0 होगा और पोल π r और उस मार्ग के लिए उस फील्ड के फ्लक्स के बीच बातचीत करता है और वे एक दूसरे के संबंध में स्थिर हैं और fr की दिशा में टोक़ विकसित किया जाएगा यह आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं और अंत में रोटर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है जो कि बीड n के साथ है लेकिन n s की तुलना में कम है यह इस तरह नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक स्टडी स्टेट पर पहुंचता है तो अब सर्किट मॉडल के विकास के बाद वास्तव में चीजें मुश्किल नहीं हैं बस हमारी थोड़ी सी समझ की जरूरत है और बस इतना ही Refer Slide Time 0131 इसलिए अब एयर गैप टॉर्क और पॉवर आउटपुट में वास्तव में पावर को हम एयर गैप पावर कहते हैं जिसमें स्टेटर होता है फिर स्टेटर और रोटर के बीच में एक रोटर होता है एक गैप और पॉवर वास्तव में इनपुट पावर होता है यदि रोटर के बारे में सोचें तो यह स्टेटर के लिए इनपुट पावर है स्टेटर लॉस वह पावर वास्तव में एयर गैप के माध्यम से स्थानांतरित हो जाएगी जहां वह मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर को फिर इनपुट मिलेगा तो इसलिए हम एयर गैप में पावर कहते हैं इसका मतलब है कि वास्तव में वह पावर है जो मैग्नेटिक फील्ड के एयर गैप के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है इसलिए हम पावर को एयर गैप के पार कहते हैं तो इस शब्दावली का ऐसा कोई भ्रम नहीं है जो एयर गैप में पावर है इसलिए यदि हम इस डायग्राम को देखें तो हम नामकरण और अन्य चीजों के लिए आएंगे यदि आप डायग्राम में देखते हैं तो यह एक पॉइंट A और B है और यह भाग इस हिस्से को कॉल करता है और यह स्टेटर रजिस्टेंस और रिएक्टेंस है यह कोर लॉस कंपोनेंट है और यह मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और यह A और B है जो PG3 बनाते हैं तो यह पावर फेस है हम आएंगे कि P क्या है PG क्या है और यह साइड रोटर साइड है यह रिएक्टेंस है और यह s2 द्वारा r2 है क्योंकि वह भाग यह हिस्सा एक वेरिएबल पार्ट है जो यह क्लिप पर निर्भर करता है तो r2 बाय S द्वारा अब यह वास्तव में जो भी पावर है पार कर जाती है कि b जो कुछ भी हम हैं संदर्भ समय 0311 यह वह पावर है जो वास्तव में रोटर साइड के लिए है तो यह करंट I1 है यह करंट I2 है और यह I0 है केवल ट्रांसफॉर्मर सर्किट से काफी मिलता जुलता है यहाँ यह S2 द्वारा r2 है क्योंकि यह एक रोटेटिंग डिवाइस है Refer Slide Time 0337 तो इस मामले में अब यह सर्किट है अब टर्मिनलों को पार करने वाली पावर a b यह टर्मिनल है जिसे मैंने कहा था कि फिगर 10 में निशान को देखो इलेक्ट्रिकल पावर पर फेस इनपुट है स्टेटर लॉस जो कि स्टेटर कॉपर लॉस और आयरन लॉस है तो यह वह जगह है जहां मैं II2 Ri है कि आयरन लॉस और यहां I21 2r1 स्टेटर कॉपर लॉस है और इसलिए वह पावर है जो स्टेटर से रोटर को एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है यह n है जो पावर के पार एयर गैप है Refer Slide Time 0403 और यह थ्री फेस PG के रूप में सिंबलाइज है तो इसलिए अगर फिगर 10 PG को देखें तो यह 3 3 I22I2 2 r2 S द्वारा होगा यदि डायग्राम को देखो तोPG 3 फेस पावर है 3 PG का मतलब है पावर पेज तो थ्री फेस पावर 3 I2 2 r2 S द्वारा होगी मेरा मतलब है कि यह साइड इस तरफ है Refer Slide Time 0429 इसका मतलब है कि यह एक पावर है कि PG वास्तव में PG एयर गैप के पार की पावर है यह यहां लिखा गया है कि PG एयर गैप के पार की पावर है यह 3 I2 2 r2 यह मूल रूप से रोटर कॉपर लॉस है इसका मतलब है कि यह रोटर कॉपर लॉस है जिसे वहां स्लीप के लिए या रोटर कॉपर लॉस स्लीप PG द्वारा विभाजित किया गया है रोटर कॉपर लॉस स्लिप PG स्लिप है इसलिए S PG या रोटर कॉपर वास्तव में रोटर कॉपर लॉस है जिसे हम P c r S PG द्वारा दर्शा रहे हैं और यह S PG है लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो S PG 3 3 I2 2 I2 होगा इसलिए यहां p रोटर कॉपर लॉस S PG 3 I2 2 r2 लिखा जा सकता है यह इक्वेशन 20 है Refer Slide Time 0518 अब मैकेनिकल पावर आउटपुट ग्रॉस पावर है जो कि Pm PG है जो कि एयर गैप में पावर है यह कॉपर लॉस रोटर कॉपर लॉस है जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होगा तो यह Pm PG 3 I2 2 r2 होगा लेकिन PG 3 I2 2r2 बाय S होगा यहां यह PG सब्सीट्यूट किया है यहां यह PG सब्सीट्यूट है यदि मैं ऐसा करता हूं और 3 I2 2r2 कॉमन लेते हैं तो यह 1 S होगा और यह भाग PG है क्योंकि PG PG 3 I2 2r2 S है तो यह हिस्सा PG है तो 1 S PG यह इक्वेशन 21 है Refer Slide Time 0606 अब इसका मतलब है कि इन 3 बार यानी 3 फेस में ग्रॉस मैकेनिकल बिजली उत्पादन वास्तव में रेजिस्टेंस में अवशोषित विद्युत पावर r2 1S 1 है तो यह वास्तव में ग्रास मैकेनिकल बिजली उत्पादन है Refer Slide Time 0627 हम देखेंगे कि फिगर 10 से फिगर 11 के रूप में तैयार किया जा सकता है जहां r2 का प्रतिनिधित्व किया जाता है यहां r2 S कोr2 r2 oneS 1 के द्वारा लिखा जा सकता है इसका मतलब है कि ऐड r2और सबट्रैक्ट r2 तो यह हिस्सा लोड रजिस्टेंस होगा इसलिए अगर हम कहते हैं कि यह मेराx 2 है यह मेरा r2 रोटर रजिस्टेंस है और बाकी बात यह है की r2 1S 1 वास्तव में यह लोड रेजिस्टेंस है तो मेरा मतलब है कि इस r2 बाय S केवल इस सर्किट में है कि r2 बाय S को r2 r2 1S 1 के रूप में लिखा है इसलिए इस तरह से गणितीय रूप से इस तरह का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है इसलिए यह मेरा लोड रेजिस्टेंस है इसलिए यह है कि यह फिगर 11 में भी लोड रेजिस्टेंस चिह्नित है Refer Slide Time 0717 अब यह इक्वेशन 21 से देखा गया है कि मैकेनिकल पावर आउटपुट 1 S का एक फैक्टर है रोटर को दी गई कुल बिजली को हमने Pm 1 S PG देखा है यहां Pm इक्वेशन 21 1 S PG PG एयर गैप पावर है और pv मैकेनिकल पावर आउटपुट है जो 1 S PG है तो यह बात मैं सिर्फ उस भाषा में लिख रहा हूं जिसके इक्वेशन 20 के अनुसार इसका एक फ्रेक्शन रोटर कॉपर लॉस में भंग हो जाता है यहां तक कि अगर यह इक्वेशन 20 की बात आती है तो इक्वेशन 20 यह है इसलिए कॉपर लॉस S PG जहां एयर फ्रेक्शन और गैप पावर कॉपर लॉस होगा और यह Pm 1 होगा बाकी 1 S होगा जिसे हम PG कहते हैं तो मूल रूप से जिसे हम कहते हैं वह PG S PG होगा तो मूल रूप से यह PG होगा रोटर कॉपर लॉस Refer Slide Time 0814 इसलिए यह स्पष्ट है कि इंडक्शन मोटर्स का हाय स्लीप संचालन अत्यधिक इनएफिशिएंट होगा और यदि यह बहुत ही हाय स्लीप पर संचालित होता है तो यह वही होगा जो इस मायने में इनएफिशिएंट है कि पहली बात S PG है यदि S हाय है कॉपर लॉस S अधिक है तो कॉपर लॉस अधिक होगा तो इक्वेशन 5 से हम S 1 n n s तो एक ही चीज़ 1 ω से ω S लिख सकती है और 2 से गुणा भी कर सकती है तो यह 2 π n ω होगा और 2 π n S ω S सिंक्रोनस स्पीड है इसलिए ω 1 S ω लिख सकता है जोकि प्रति सेकंड रेडियन मैकेनिकल रेडियन है यह इक्वेशन 22 है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोक़ पावर टोक़ एंगुलर स्पीड यह संबंध है तोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोक़ पावर को विकसित किया जाता है और यदि यह ω 1 S ω S है तो इसके द्वारा दिया जाता है दोनों साइड से को गुणा करते हैं इसका मतलब है कि ω T1 S ω S T होगा यदि उस स्टेटर रोटर पर उस योजनाबद्ध डायग्राम पर वापस जाएं जहां f 1 f 2 fr और टॉर्क की दिशा सब कुछ इंगित करता है तो मैं बस फिर से नहीं जा रहा हूं देखो कि यहाँ दिया गया है तो by ω T 1 S ω S को T और दोनों तरफ से विभाजित किया गया है और यह वास्तव में Pm है क्योंकि Pm ω T So और Pm ω 1 S PG होगा इसलिए यह टोक 1 S इसका मतलब है 1 S ω S T 1 S PG तो 1 S 1 S रद्द कर दिया जाएगा तो ω S T PG इसलिए T PGω S इसलिए इसका मतलब है मेरे PG 3 I2 2 r2 S द्वारा ω S न्यूटन मीटर में यह इक्वेशन 23 है अब अगला एक कम्प्यूटेशनल प्रक्रिया है तो ये कुछ खास रिश्ते हैं जिन्हें मुझे ध्यान में रखना है यदि इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है तो यह आसानी से अब एक कम्प्यूटेशनल प्रक्रिया बना सकता है Refer Slide Time 1035 तो इस मामले में हमने जो किया है वह यह है कि कोर लॉस कंपोनेंट को हटा दिया जाता है और इसी को स्टेटर साइड कहा जाता है यह मैग्नेटाइजिंग पार्ट है और यहx 2 है यह r2 बाय S है तो अगर बस इस सर्किट को देखो तो यह एक b हिस्सा है इस पावर को एयर गैप PG में दिया जाता है जो भी मैंने समझाया है b दिया गया है इसलिए अगर मैं यह जानने की कोशिश करूं कि मेरा क्या है यह बात Z f है तो यह वास्तव में यह Z f दिया जाता है क्योंकि यह वास्तव में एक सीरीज पैरेलल सर्किट है तो यह x 2 r2 S is r2 S x 2 यह j x m के साथ पैरेलल है Refer Slide Time 1117 तो यह jx m पैरेलल r2 S j x 2 है यदि इसे इक्विवेलेंट बनाते हैं तो कहें कि यदि इस रूप में Rf j x f बनाते हैं तो इस गणना के बाद वास्तविक को अलग किया जा सकता है और वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग किया जा सकता है मैं यह नहीं कर रहा हूं मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसा करें तो यह पहले से ही अध्ययन किया है कि सिंगल फेस ac सर्किट एक ही बात कर सकते हैं तो PG Rf j x f है तो PG 3 I12 Rf तो इसे इक्विवेलेंट बनाते हैं इसलिए एयर गैप में पावर 3 I12 Rf होगी क्योंकि उस समय मेरा मतलब है कि अगर मैं इसे यहां बनाता हूं तो उस पर क्या होगा एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ यह मेरा r1 है यह मेरा x1 है और यह मेरा Rf है और यह मेरा xf है तो और यह सर्किट क्लोज है और यह करंट वोल्टेज है यह वोल्टेज v है और यह करंट फ्लो I1 है तो यह मेरा r1 है यह मेरा x1 है यह मेरा Rf है और यह मेरा Xf है तो मैं इसे बंद नहीं कर रहा हूँ तो जेj x1 j x j x f यह सब समझ में आता है इसका मतलब यह है कि PG इस पॉइंट में वास्तव में यह पॉइंट भी b होगा तोPG वास्तव में वही I1 है जो अब इस के बाद बहता है जिसे इक्विवेलेंट के रूप में कहा जाता है वह I1 है तो PG 3 I12 Rf होगा क्योंकि यह मेरा Rf है यह यहाँ है यह छोटा Rf है जो मैंने यहाँ लिखा है तो बेहतर यह छोटे Rf बनाते हैं तो मेरा मतलब है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए Rf छोटा होना चाहिए तो यह छोटा Rf 3 I12 Rf है इसलिए इसका मतलब है और टोक़ PGω S है तो 3 I12 Rf बाय ω S लिख सकते हैं यहाँ यह है यह छोटा Rf है तो यह कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो यह इक्वेशन 24 है Refer Slide Time 1333 अगला टॉर्क स्लिप विशेषताएं है तो इस मामले में हम क्या करते हैं टोक़ स्लीप विशेषता के लिए अभिव्यक्ति आसानी से सर्किट 12 में ब के बाईं ओर सर्किट के बराबर थेवनिन को खोजने के द्वारा प्राप्त की जाती है इसलिए यह आंकड़ा 12 है यह 12 है इसलिए यदि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि थ्वेनिन वोल्टेज क्या कहती है और थ्वेनिन इक्विवेलेंट एमपीडांस को क्या कहते हैं जैसा कि हम इस साइड में करते हैं जैसे कि हमने कहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम Thevenin's theorem का हमने अध्ययन किया है तो मैक्सिमम पावर बाद में आएगी इसलिए Thevenin थ्योरम का हमने अध्ययन किया है तो यहां उस शाखा को क्या कहते हैं जो उस धारा को खोजने के लिए इच्छुक है जिसे उसके बाद बाहर निकाला जाता है हमने गणना की थीवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन एमपीडांस या dc सर्किट के लिए थेवेनिन रजिस्टेंस है उसी तरह हम करेंगे तो इसके बाईं ओर इसलिए इस सर्किट के बाईं ओर हम इसे देखेंगे यही कारण है कि एरो इस एक के बाईं ओर इस तरह चिह्नित है इसलिए यदि ऐसा है तो सर्किट को बार बार देखें मैं सर्किट में नहीं जा रहा हूं जब इन को सुनने के लिए कृपया सरल सर्किट और जिस तरह से इसे यहाँ खींचा गया है और उसी के अनुसार यह चीज़ जो j Thevenin शाब्दिक रूप से j x m के पैरेलल एक j X1 को ड्रा करें Refer Slide Time 1442 तो इसके इक्विवेलेंट r Thevenin j x Thevenin है एक बार r Thevenin j x Thevenin प्राप्त करें फिर उस गणना को क्या कहते हैं जो करंट की गणना करती है तो V Thevenin v j x mr1 j x1e x m होगा Refer Slide Time 1511 तो इस मामले में यह हुआ कि जैसे ही मेरा मतलब है कि यह कुछ ऐसा है इस साइड में हम रुचि रखते हैं इसलिए इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि यह साइड नहीं है क्योंकि हमें VThevenin का अर्थ है वोल्टेज Vab होगा V ab b Thevenin तो उस मामले में यह नहीं है ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए दूसरी चीज़ के बारे में भूल जाता हूं यह हिस्सा नहीं है तो I वास्तव में v r1 j x1 x m यह I है इसलिए यह b Thevenin है जहाँ v a b j x m है इस बारे में भूल जाओ कि कुछ भी नहीं है यह हिस्सा नहीं है केवल मैं इन सीरीज भागों पर विचार कर रहा हूं तो मेरा VThevenin यह x m होगा तो यह प्रतिक्रिया है x m I इसका मतलब है v को r1 j x1 x m से विभाजित किया गया है इसका कारण VThevenin है तो वही बात जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यह VThevenin v j x mr one j x1 x m है अब मैंने दिखाया कि यह इक्वेशन 25 है सर्किट तब रिड्यूस होकर फिगर 13 हो जाएगा जिसमें संदर्भ वोल्टेज के रूप में VThevenin लेना सुविधाजनक होता है Refer Slide Time 1634 अब यह है कि Thevenin समतुल्य है यह मेरा VThevenin है यह मेरा r Thevenin है और x Thevenin और यह r2 बाय S है हम उसी सर्किट को r2 r2 1S 1 की तरह लिख रहे हैं यह मेरा लोड रेजिस्टेंस भाग है और इसे एक वेरिएबल के द्वारा दिखाया जाता है क्योंकि यह S बदल सकता है क्योंकि क्लिप बदल सकती है तो यह r Thevenin x Thevenin है और यह पॉइंट b है और फिर यह मूल रूप से जुड़ा हुआ है यह S द्वारा x 2 r2 है लेकिन r2 बाय S द्वारा हमने ऐसा लिखा है तो यह मेरा I2 है और यह मेरा वोल्टेज VThevenin समझ में आता है तो अब फिगर 13 से अगर I2 लिखें तब r Thevenin r2 by S j x Thevenin x 2 लिख सकते हैं और यदि ऐसा करते हैं और मैग्नेटयूड और करंट को ले लेते हैं और फिर 2 तब I2 2 b Thevenin 2 प्राप्त करेंगे Refer Slide Time 1733 पहले से ही हमने सीधे सिंगल फेस सर्किट का अध्ययन किया है हम इस करंट I2 2 VThevenin 2 r r Thevenin r2 S whole 2 x Thevenin x 2 whole 2 इस इक्वेशन 26 के परिमाण के रूप में लिख रहे हैं Refer Slide Time 1749 अब हम टॉर्क 3 को ω S PG सॉरी टॉर्क p PGω S लिख सकते हैं तो PG 3 I2 2 r2 S ω S होगा तो यह मेरा 3ω S है जो I2 2 r2 बाय एस को सब्सीट्यूट करने से मिलेगा तो यह मेरी टोक़ एक्सप्रेशन है यह इक्वेशन 27 है तो अगर देखो इक्वेशन27 वोल्टेज और स्लीप के एक फंक्शन के रूप में विकसित टोक़ के लिए डिवेलप किया है स्लीप के दिए गए मान के लिए यदि स्लिप n है तो टोक़ 2 के अनुपात में होता है वोल्टेज जो कि थेवेनिन वोल्टेज है यदि स्लिप निरंतर है यदि माना जाता है कि स्लिप दी गई है क्योंकि सभी पैरामीटर स्थिर हैं तो निश्चित वोल्टेज पर टोक़ स्लीप की विशेषता फिगर 14 में अंकित है इसलिए वास्तव में हम केवल मोटरिंग भाग ब्रेकिंग पार्ट या जनरेटिंग पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं लेकिन यह दिया जाता है Refer Slide Time 1849 मैंने इस डायग्राम कोएक पुस्तक से लिया है यह हिस्सा वास्तव में एक मोटरिंग हिस्सा है जिसे इस साइड को ब्रेकिंग भाग लिखा जाता है और यह ब्रेकिंग मोड है और यह अधिक उत्पन्न कर रहा है और यह मोटरिंग मोड है इसलिए हम जेनरेटिंग मोड का अध्ययन नहीं करेंगे हम ब्रेकिंग मोड का भी अध्ययन नहीं करेंगे तो हम एक काम करते हैं कि हम एक चीज जिसमें स्लिप n S n को n S से विभाजित किया जाता है इस डायग्राम पर नज़र डालें तो स्पीड इस तरह से होगी और स्लीप इस डायरेक्शन में होगा अब जब n n S मान लें जब n n S तब स्लिप 0 होगा तो यहाँ यह स्लिप 0 के लिए है और इस तरफ जब n 0 है तो उस समय स्लिप 1 पर शुरुआती स्टैंडस्टिल की स्थिति है तो यह मेरा n 0 है और यह वह स्थान है जहां S 1 है इसीलिए स्पीड इस दिशा में है और स्लिप यह इस दिशा में है यदि स्लिप बायीं ओर से चल रही है और स्पीड बायीं ओर है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब है कि n बढ़ रहा है तो अगर आप अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो जब n n S होगा तो यह वह भाग है जो स्लीप 0 है तो स्लिप यह एक है और जब n 0 है कि स्टैंडस्टील कंडीशन में स्लिप 1 है तो यह एक है और यहां स्पीड 0 है इस साइड को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है और यह साइड ब्रेकिंग मोड है और यह साइड उत्पन्न कर रहा है थोड़ा सा स्पष्टीकरण केवल दिया जाएगा और वह सब है और इस पॉइंट पर जब स्लीप 1 तो हम पाएंगे कि यह जो भी टोक़ है यह शुरुआती टोक़ TS है और एक और बात यह है कि यह स्लीप है यह वास्तव में यह दिया जाता है जैसे हम लिखते हैं कि यह Smax T है मेरा मतलब है कि यह स्लीप का मूल्य है जिसके लिए यह टोक अधिकतम है इसे ब्रेकडाउन टॉर्क कहा जाता है तो यह स्लीप का मूल्य है जिसके लिए टोक़ अधिकतम है तो हम Smax T को अधिकतम T लिखते हैं इसका मतलब है कि T का मान है जिसके लिए इसमें अधिकतम टॉर्क है और इसे ब्रेकडाउन टॉर्क कहा जाता है और यह वास्तव में यहाँ कुछ पॉइंट है जो फुल लोड ऑपरेटिंग पॉइंट है तो स्लीप के कम मूल्य पर इस क्षेत्र को एक सीधी रेखा के डिजाइन जैसा कुछ मिलेगा और पाओगे इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच संचालित किया जाएगा जहां स्लीप मूल्य कहीं फुल लोड ऑपरेटिंग पॉइंट है यह वह है जिसे टोक़ स्लीप की विशेषता के रूप में खींचा जाता है इसलिए और यह साइड हम केवल इसलिए देंगे क्योंकि मैंने एक पुस्तक ली है इसलिए जब मैं इसे दिखा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे इसे पूर्णता की खातिर दिखाना होगा इसीलिए थोड़ा सा ऊपर है लेकिन मैं यह नहीं समझा रहा हूं क्योंकि इस पहले वर्ष के स्तर पर है नहीं मेरा मतलब कोई जरूरत नहीं है जब दूसरे या तीसरे वर्ष में जाना जाएगा यह एक और सब कुछ विस्तार से बहुत कुछ सीखना होगा तो यह वही है जो मैंने कहा था कि कभी कभी यह Tmax जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं कभी कभी हम इसे TBD कहते हैं कि अधिकतम टॉर्क कभी कभी हम TBD कहते हैं कि ब्रेकडाउन टॉर्क इसे एक अधिकतम टॉर्क कहता है Refer Slide Time 2208 तो मोटरिंग मोड और स्लिप 0 के बीच में होगी और इस डायग्राम से एक स्लिप स्लिप 0 के बीच में होगी और यहाँ यह 1 है Refer Slide Time 2218 तो स्लीप की इस सीमा के लिए सर्किट मॉडल में लोड रजिस्टेंस फिगर 13 सकारात्मक है जाहिर है एक मैकेनिकल पावर आउटपुट है जो टोक़ उस दिशा में विकसित होता है जिसमें रोटर S 0 टोक़ पर भी घूमता है जिसे 0 कहा जाता है अगर मैं यहां आता हूं तो यह मेरा S 0 है इसलिए इस पॉइंट पर टोक़ 0 है क्योंकि यह y एक्सेस इस तरफ टोक़ है और यह स्लीप की स्पीड है तो जब इस पॉइंट पर यह टोक़ 0 है तो उस टॉर्क का अधिकतम टॉर्क है जो मैंने बताया या ब्रेकडाउन टॉर्क TBD मैंने बताया कि स्लिप Smax T रोटर मोटर एक हाल्ट में डीएक्सलीरेट हो जाएगी या अगर यह ब्रेकडाउन टॉर्क से अधिक के साथ लोड होती है तो एक और बात S 1 पर है जो कि ठहराव की स्थिति है जब रोटर स्थिर होता है यह स्टैंडस्टिल स्थिति टोक़ है जो सामान्य रूप से डिज़ाइन किए गए मोटर्स के लिए चित्र में दिखाए गए शुरुआती टोक़ TSI से मेल खाती है जो शुरुआती टोक़ अधिकतम पर टूटने से कम होगी Refer Slide Time 2316 तो सामान्य ऑपरेटिंग पॉइंट TBD से नीचे स्थित है जो कि अधिकतम टॉर्क है जो फुल लोड स्लिप आमतौर पर 2 से 8 प्रतिशत है तो कि TBD अधिकतम टोक़ है और बिना किसी लोड के लिए टोक़ स्लीप की विशेषता कुछ हद तक फूल लोड लीनियर है तो मैंने रेखीय भाग दिखाया है Refer Slide Time 2336 एक और चीज देखें यह वास्तव में है यह केवल कंप्लीमेंट जेनरेटिंग मोड उत्पन्न करने के लिए है और स्लीप नेगेटिव है तो निगेटिव स्लिप से पता चलता है कि रोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड में n n s से बड़ा है इसका मतलब है कि मोटर एक जनरेटर के रूप में चल रहा है चित्र 3 के सर्किट मॉडल में लोड रजिस्टेंस निगेटिव है जिसका अर्थ है कि मैकेनिकल पावर को रखा जाना चाहिए जबकि इलेक्ट्रिकल पावर को मशीन टर्मिनलों पर केवल बहुत अधिक विवरण में रखा गया है हम मशीन कोर्स में दूसरे या तीसरे वर्ष के लिए सीखेंगे और देखेंगे एक से अधिक स्लीपिंग में क्या होता है Refer Slide Time 2403 मोटर घूमने वाले क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलती है जो 0 से कम है निगेटिव से मतलब है कि रोटेटिंग फील्ड के विपरीत दिशा में चल रहा है जो कि 0 से कम निगेटिव है इसका मतलब है कि यह विपरीत दिशा में चल रहा है जो मैकेनिकल पावर को अवशोषित कर रहा है जो कार्रवाई को तोड़ रहा है केवल रोटर कॉपर में गर्मी के रूप में विघटित होता है यह पहले साल के स्तर के लिए बहुत कुछ नहीं है Refer Slide Time 2423 अगला अधिकतम या टूटने वाला टॉर्क है जिसे कैसे पता करें Refer Slide Time 2426 तो इक्वेशन 27 से यह अधिकतम टोक़ dT dS 0 के लिए मेरा इक्वेशन है जिसके लिए हम S Smax T प्राप्त करेंगे यदि सेट d Td S या d Td S 0 है और सरल मिलेगा S Smax T r2 और रूट r Thevenin 2 x Thevenin x 2 2 के तहत विभाजित करने पर इक्वेशन 20 मिलेगी अब अगर इसका विकल्प S Smax T यदि इस स्थान पर स्थानापन्न किया जाए तो इस अभिव्यक्ति में यह बहुत अधिक है Refer Slide Time 2501 और सरलीकृत इन सभी चीजों को T T max 3ω S मिलेगा मेरा मतलब है कि 05 VThevenin 2 द्वारा r Thevenin root of r Thevenin 2 x Thevenin x 2 2 whole 2 इक्वेशन 29 है इसलिए इक्वेशन 29 से यह देखा जा सकता है कि अधिकतम टोक़ रोटर प्रतिरोध r2 से स्वतंत्र है जबकि यह जिस स्लीप पर होता है वह सीधे इसके समानुपाती होता है इसलिए यदि आप इसे यहां देखते हैं इसका मतलब है स्लीप सीधे r2 के लिए आनुपातिक है और यह यह है और यह हिस्सा रोटर रेजिस्टेंस r2 से स्वतंत्र है तो यह इक्वेशन 29 है अगला आरंभिक टोक़ है Refer Slide Time 2545 स्लिप शुरू करें 1 इसलिए इक्वेशन 27 से S 1 डालें फिर यह मिलेगा कि शुरुआती टॉर्क के लिए यह एक्सप्रेशन है रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़कर टोक़ शुरू करने से क्या होता है यदि रेजिस्टेंस रोटर सर्किट को जोड़ दें तो यह वास्तव में r2 है इसलिए धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है Refer Slide Time 2605 इक्वेशन 28 से Smax T 1 के लिए अधिकतम आरंभिक टॉर्क प्राप्त होता है जो कि r2 हैr Thevenin 2 x Thevenin x 2 2 से अधिक होगा अधिकतम शुरुआती टोक़ के लिए इक्वेशन हासिल किया गया है जो इक्वेशन 28 से है अगर यह आता है कि अधिकतम शुरू टोक़ प्राप्त की जा सकती है अगर सेट S 1 है तो क्योंकि यह अधिकतम अभिव्यक्ति है जो हमें मिली है तो कि VThevenin 1 शुरू होता है अगर S 1 डालते हैं तो r2 root over r Thevenin 2 x Thevenin x 2 2 जो इक्वेशन 28 से है यह मेरा इक्वेशन 20 है Refer Slide Time 2658 और इक्वेशन 26 से तो Iथैंक यू इस अभिव्यक्ति पर VThevenin रूट होगा जो हम पहले से पा चुके है तो शुरू में S 1 जब स्लिप 1 तो I2 शुरू करंट शुरू होगा VThevenin को यहां S 1 रखेंगे तो यह वह अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है कि सब कुछ सीधा है बस एक या 2 चीजों को ध्यान में रखना है और बाकी की चीजें फिर सॉल्व होती जाएंगी जैसे कि थ्री फेस सर्किट सॉरी एक सिंगल फेज सर्किट में होता है Refer Slide Time 2728 अब इक्वेशन 33 के लिए यह स्पष्ट है कि करंट कम हो जाएगा तो अगला यह वास्तव में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का लाभ है जिसमें कम शुरुआती करंट पर हाई टोक़ प्राप्त किया जाता है अब एक एप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे Refer Slide Time 2744 अब कभी कभी यह महसूस करने के लिए कि ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक पर एक मोटा जवाब है यह मान लेना सुविधाजनक है कि स्टेटर एमपी डांस नेगलिजिबल है जो कि r Thevenin 0 है xThevenin 0 यदि उपेक्षा है अब फिगर 13 मैं मैं दोबारा जा रहा हूं देखिए उस स्थिति में VThevenin V होगा यहाँ मैंने लिखा है कि फिगर 12 देखें फिगर 13 और इक्वेशन 25 को देखें कृपया इस पर वापस जाएं और इस धारणा के साथ इसे r Thevenin 0 और x Thevenin 0 और इक्वेशन 32 में प्रतिस्थापित करके I2 Vroot over r2 S2 x 2 2 रूट प्राप्त करेंगे यह इक्वेशन 34 है Refer Slide Time 2828 तो r Thevenin 0 और x Thevenin 0 और VThevenin V को इक्वेशन 27 में पुट करने से से यह इन भावों से विभाजित होकर torques 3ω S V2 r2 S प्राप्त करेगा तो यह इक्वेशन 35 है Refer Slide Time 2844 अब उस मामले में भी S Smax 2 यदि ऐसा है तो S r2 x 2 हो जाएगा यदि मैं इस धारणा के आधार पर उन Smax t को एक्सप्रेशन कहूं तो r Thevenin 0 डालें और S Thevenin 0 को S Smax t r2 x 2 मिलेगा तो संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होगी इसलिए स्टैटर द्वारा रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टर और t मैक्सिमम टोक़ यदि उस अभिव्यक्ति में लगाया जाता है तो 3ω S 05 V2x 2 मिलेगा इक्वेशन 37 है और इसी तरह शुरू करने वाले टॉर्क के उस एक्सप्रेशन में अगर एक ही बात रखी जाए केवल r Thevenin x Thevenin 0 है और VThevenin b हो जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क 3ω S onto v 2r2 मिल जाएगा यह एक है जो इक्वेशन 38 है यह पहला हमने विकास किया है और फिर हमने कुछ सरलीकृत धारणाएँ बनाईं है Refer Slide Time 2935 तो अधिकतम स्टार्टिंग टोक़ Smax T 1 को इस स्थिति में r2 के तहत प्राप्त किया जाता है Smax T 1 और मेरा मतलब है कि यदि शुरू में S 1 मान लें तो यह r2 S2 होगा तो और T को अधिकतम उस अभिव्यक्ति में रखा जाए तो T अधिकतम 3ω S 05 V2x 2 होगा तो ये सभी सरल चीजें हैं जो केवल एक दूसरे को डालती हैं और इस अभिव्यक्ति को प्राप्त करेंगी Refer Slide Time 3004 तो कम स्लीप पर कुछ अनुमानित संबंध इसलिए इंडक्शन मोटर के रेटेड फुल लोड स्लिप के आसपास बहुत कम है जैसे कि2 S x2 की तुलना में बहुत अधिक है तो इस तरह से कि x2 को पूरी तरह से उपेक्षित किया जा सकता है तो एक सरल विश्लेषण में इसलिए इक्वेशन 34 में तब I2 के लिए सरलीकृत किया जाएगा S vr2 मेरा मतलब है कि हम x2 की उपेक्षा कर रहे हैं चूँकि हम r2 को S से x 2 की तुलना में अधिक मानते हैं इसलिए आगे सरलीकरण है और इसलिए मैं इस इक्वेशन पर बार बार नहीं जा रहा हूँ बस लिखो और डाल दो और इसी तरह 35 इक्वेशन है तो इस उपेक्षा के आधार पर मैं x 2 0 डालूँगा और वह सब है Refer Slide Time 3048 तो फिर T 3ω S S v 2r2 प्राप्त करेगा यह इक्वेशन 41 है इसलिए इक्वेशन 41 यह देखा जा सकता है कि कम स्लीप के क्षेत्र में टॉर्क स्लिप संबंध लगभग लीनियर है और जब स्लीप बहुत छोटे होते हैं तो टोक़ स्लीप संबंध काफी लीनियर है Refer Slide Time 3110 इसलिए मैं इस अधिकतम बिजली उत्पादन को देखूंगा अब हालांकि सभी अधिकतम पावर देखेंगे कि इंडक्शन मशीन के लिए क्या अलग नहीं है हम यह देखेंगे कि इंडक्शन मोटर की स्पीड लोड के साथ कम हो जाती है अधिकतम मैकेनिकल बिजली उत्पादन उस स्पीड के अनुरूप नहीं है जो उस स्लीप पर है जिसमें अधिकतम टोक़ विकसित किया गया है फिगर से अधिकतम मैकेनिकल एनर्जी उत्पादन के लिए सशर्त हमने देखा होगा कि अधिकतम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या कहते हैं जो हमने देखे हैं d c सर्किट और ac सर्किट में हमने देखा है उस मामले में लोड रजिस्टेंस यह लोड रेजिस्टेंस r2 1S 1 है इसे r Thevenin r2 2 x Thevenin x 2 2 के बराबर होना चाहिए हम फिगर 13 पर जाएंगे और देखेंगे कि r2 जैसी चीजें सर्किट में मैक्सिमम मैकेनिकल पावर आउटपुट के लिए किस तरह से कार्य करती हैं और यह भी देखें कि मैकेनिकल पावर आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए Refer Slide Time 3202 तो अधिकतम पावर आउटपुट को इक्वेशन 42 द्वारा परिभाषित स्लीप के अनुरूप पाया जा सकता है हालाँकि यह स्थिति बहुत कम एफिशिएंसी और बहुत बड़ी करंट से मेल खाती है और मोटर के सामान्य ऑपरेटिंग फील्ड से अच्छी तरह से परे है तो यह फिजिकली रूप से संभव नहीं है अधिकतम पावर ट्रांसफर थ्योरम का उपयोग करें फिगर 3 पर जाएं और स्थिति से इसे बना सकते हैं हमने यह भी देखा है कि dc सर्किट में अधिकतम पावर टेस्टसंदर्भ समय 3226 थ्योरम के लिए कि r load r Thevenin नहीं है तो यहाँ भी क्योंकि r2 को जोड़ा जाता है x 2 को यहाँ जोड़ा जाता है यह एक ac सर्किट है तो यही कारण है कि इंपेडेंस वाला हिस्सा है तो अब ठीक है Glossary English word Hindi Meaning torque टोक़ टोक़ steady state स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट air gap एयर गैप एयर गैप diagram डायग्राम आरेख point पॉइंट बिंदु resistance रजिस्टेंस रजिस्टेंस reactance रिएक्टेंस रिएक्टेंस current करंट करंट rotating device रोटेटिंग डिवाइस घूमने वाला उपकरण symbolized सिंबलाइज प्रतीक copper loss कॉपर लॉस कॉपर लॉस slip स्लिप स्लिप equation इक्वेशन समीकरण mechanical power output मैकेनिकल पावर आउटपुट यांत्रिक बिजली उत्पादन substitute सब्सीट्यूट विकल्प gross mechanical ग्रॉस मैकेनिकल सकल यांत्रिक subtract सबट्रैक्ट घटाना add ऐड जोड़ना fraction फ्रेक्शन अंश inefficient इनएफिशिएंट अप्रभावी electromagnetic torque power इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोक़ पावर विद्युत चुम्बकीय टोक़ शक्ति equivalent इक्विवेलेंट समकक्ष equivalent impedance इक्विवेलेंट एमपीडांस बराबर प्रतिबाधा maximum power transfer theorem मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय magnitude मेग्नीट्यूड परिमाण direction डायरेक्शन दिशा decelerate डीएक्सलीरेट बहरापन compliment generating mode कंप्लीमेंट जेनरेटिंग मोड कंप्लीमेंट जेनरेटिंग मोड negative निगेटिव नकारात्मक slipping स्लीपिंग स्लीपिंग operational characteristics ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक परिचालन विशेषताओं negligible नेगलिजिबल नगण्य linear लीनियर induction motor इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर operating field ऑपरेटिंग फील्ड